जैसा कि हमने पहले ही उल्लेख किया था ट्रेडमार्क की रक्षा के लिए कोई तंत्र या कानून नहीं था शुरुआत में भारतीय दंड अदालत के तहत एक प्रावधान था जो आपराधिक कानून का एक हिस्सा है जो दस्तावेजों और संपत्ति के निशान से संबंधित अपराधों से संबंधित है और इसमें संपत्ति और अन्य निशान से संबंधित अपराध भी थे ये ऐसे प्रावधान थे जिनके द्वारा यदि कोई प्राधिकरण के बिना एक निशान का उपयोग करता तो उसे criminal offense माना जाता था इसलिए एक ऐसे व्यक्ति को दंडित किया गया था जो बिना प्राधिकरण के एक चिह्न का उपयोग करता है यह आपराधिक कानूनों से निरस्त कर दिया गया था जब ट्रेडमार्क अधिनियम 1958 लागू किया गया थातो हमारे पास एक विशेष व्यवस्था थी जिसने निशानों के अनधिकृत उपयोग को आपराधिक क़ानूनों से हटा दिया था और यह अपने आप में एक अलग अधिनियम का हिस्सा था इसलिए पहला अधिनियम जो हमारे पास है वह ट्रेडमार्क अधिनियम 1958 है यदि हम ट्रेडमार्क से संबंधित कानूनों को देखते हैं तो हम समय की अवधि में होने वाले कानूनों का consolidation देख सकते हैं सबसे पहले ट्रेडमार्क अधिनियम 1940 था जो ब्रिटिश काल के दौरान अस्तित्व में था और एक भारतीय व्यापारिक माल अधिनियम भी था हमने पहले ही उल्लेख किया था कि माल या सेवाओं में व्यापार भी व्यापार को संदर्भित कर सकता है जो एक ब्रिटिश अधिनियम है यह 1889 में अस्तित्व में था जैसा कि हमने अभी उल्लेख किया है1889 से हमारे पास भारतीय दंड संहिता के प्रावधान थे जब व्यापार और व्यापारिक निशान अधिनियम 1958 में लागू किया गयाइन सभी 3 अधिनियमों या प्रावधानों को बदल दिया गया था इसलिए 1958 स्वतंत्र भारत द्वारा पारित पहला अधिनियम था और इसने 1940 अधिनियम 1889 अधिनियम और Indian penal court के कुछ प्रावधानों को बदल दिया अब 1958 act से पहले अगर किसी ऐसे व्यक्ति को रोकना था जो एक निशान का उपयोग कर रहा था तो आप विशिष्ट राहत अधिनियमका उपयोग करेंगे और एक स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करेंगे इसलिए निषेधाज्ञा राहत थी जो एक ट्रेडमार्क धारक को उस व्यक्ति के खिलाफ मिल सकती थी जो अनधिकृत रूप से निशान का उपयोग कर रहा था इसलिए आप उस व्यक्ति को उस चिह्न का उपयोग करने से रोकने के लिए अदालत से एक आदेश और भारतीय पंजीकरण अधिनियम द्वारा कवर किये गए पंजीकरण से संबंधित कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं इसलिए पंजीकरण मामलों को भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 द्वारा कवर किया गया था और उल्लंघन से संबंधित मामलों को विशिष्ट राहत अधिनियम द्वारा कवर किया गया था 1958 में अधिनियम लगभग 4 दशकों तक चला था और अधिनियम को 1999 के ट्रेडमार्क अधिनियम द्वारा बदल दिया गया था जिसमें भारतीय कानून को विश्व व्यापार संगठन के तहत दायित्वों के अनुपालन में लाया गया था जब भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया 1995 के बाद वह TRIPS समझौते की आवश्यकताओं के अनुपालन में कानून लाने के लिए पारित किया गया इसलिए फिर से शुरू करने के लिए हमारे पास 1940 का ट्रेडमार्क अधिनियम था तब ट्रेडमार्क जांच समिति थी जिसकी अध्यक्षता राजगोपाल अयंगर ने की थी आयंगर समिति की सिफारिशों के लिए हमारे पास 1958 अधिनियम था 1958 अधिनियम 4 दशकों के करीब था और फिर हमारे पास 1999 का अधिनियम था जो कानून को TRIPS समझौते के तहत दायित्वों के साथ लाया यह मौजूदा कानून की व्यापक समीक्षा और विकास और व्यापार प्रथाओं के अनुरूप था और 1958 अधिनियम के बाद 4 दशकों में आए महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों को भी प्रभावी बनाने पर आधारित था 1999 के अधिनियम में कुछ विशेषताएं हैं जो 1958 के अधिनियम में नहीं थीं इसने ट्रेडमार्क के दायरे और परिभाषा को बढ़ाया इसने पंजीकरण की प्रक्रिया में सुधार किया उत्पादन की अवधि को 7 से 10 साल तक बढ़ाया गया था अब आपको हर 10 साल बाद एक ट्रेडमार्क को नवीनीकृत करना थापहले यह 7 साल था इसने सेवा के लिए पंजीकरण की शुरुआत प्रसिद्ध निशान और सामूहिक निशान के लिए की यह 1958 के अधिनियम में नहीं था और विश्व व्यापार संगठन के तहत दायित्वों के अनुपालन में यह फिर से था और महत्वपूर्ण रूप से अब एक उल्लंघन मुकदमा दायर किया जा सकता है जहाँ अभियोगी रहता है 1999 अधिनियम का क्षेत्राधिकार संपूर्ण भारत तक फैला हुआ है नवीनीकरण का शब्द जैसा कि हमने अभी उल्लेख किया है यदि यह पंजीकृत है तो इसे हर दस वर्षों में नवीनीकृत किया जा सकता है इसलिए जब तक इसे नवीनीकृत किया जाता है तब तक एक ट्रेडमार्क को निरंतरता में जीवित रखा जा सकता है और जब तक कि इसे प्रवेश से बचाने के प्रयास भी किए जाते हैं अब पंजीकरण द्वारा प्रदत्त अधिकारों में पंजीकृत वस्तुओं और सेवाओं के लिए चिह्न का उपयोग करने का विशेष अधिकार शामिल है तो निशान का उपयोग करने का आपका अधिकार उन माल और सेवाओं तक ही सीमित है जिसके लिए यह पंजीकृत है उदाहरण के लिए यदि आपने किसी विशेष प्रकार के सामान को कवर करने वाले सामानों के व्यापार जैसे जूते के लिए एक विशेष शब्द पंजीकृत किया हैतो तब तक आपको stationery बेचने की अनुमति नहीं होगीजब तक आपके पास उसे भी कवर करने के लिए पंजीकरण न होI एक अच्छा ट्रेडमार्क क्या है एक चिह्न के रूप में एक अच्छा ट्रेडमार्क जो बोलना और वर्तनी या ज्यामितीय उपकरण हो सकता है कुछ चीजें जिनसे आपको बचना चाहिए वे प्रशंसनीय और वर्णनात्मक मामले हैं इसलिए प्रशंसनीय और वर्णनात्मक मामलों को ट्रेडमार्क नहीं दिया जाता है भौगोलिक नाम सामान्य उपनाम समुदाय या व्यक्तियों के नाम से बचना चाहिए भौगोलिक नाम ट्रेडमार्क का विषय नहीं हो सकते हैं लेकिन किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से आने वाले सामानों को GI या भौगोलिक संकेत द्वारा संरक्षित किया जा सकता है जो एक और विषय है जिसे हम कवर करेंगे ट्रेडमार्क द्वारा ट्रेडमार्क के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता कानून द्वारा निषिद्ध एक मामला एक मामला जो पहले से मौजूद निशान के समान या समान है क्योंकि यह भ्रम पैदा कर सकता है या हम इसे भ्रामक समानता कह सकते हैं और जो उल्लंघनकारी कार्रवाई का कारण हो सकता है ट्रेडमार्क को खंड 2 में परिभाषित किया गया है इसका मतलब है एक ऐसा चित्र जो रेखांकन का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम है तो चित्रमय प्रतिनिधित्व एक चिह्न के लिए महत्वपूर्ण है और जो वस्तुओं और सेवाओं को अलग करने में सक्षम है तो इसका प्रतिनिधित्व किया जा सकता है और यह एक व्यक्ति के सामान और सेवाओं को दूसरे से अलग करता है और इसमें सामान का आकार शामिल हो सकता है इसमें उनकी पैकेजिंग और रंगों का संयोजन शामिल हो सकता है अब ये परिभाषा थी अब इन्हें नई परिभाषा द्वारा पेश किया गया था तो एक चिह्न एक ऐसी चीज है जिसे रेखांकन को रेखीय रूप से दर्शाया जा सकता है और यह वस्तुओं और सेवाओं को अलग करने का कार्य करता है अब तो क्या रेखांकन का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है क्या वस्तुओं और सेवाओं को एक व्यक्ति से दूसरे में ट्रेडमार्क के रूप में माना जा सकता है इसमें कोका कोला की बोतल जैसी वस्तुओं का आकार शामिल हो सकता है यह can पैकेजिंग सामग्री शामिल है अब कुछ पैकेजिंग सामग्री हैं जो एक विशेष उत्पाद के लिए अद्वितीय हैं जिन्हें कवर भी किया जा सकता है और यह रंगों के संयोजन को भी कवर कर सकता है शब्द चिह्न अकेले शब्द या अक्षरों या संख्याओं के उपयोग के अधिकार का दावा करते हैं इन शब्दों को कैसे प्रस्तुत किया जाता है इस पर शब्द चिह्न में कोई अधिकार नहीं है तो शब्द चिह्न वे चिह्न हैं जो अकेले शब्द से संबंधित हैं और यह केवल शब्द या अक्षरों या संख्याओं के उपयोग का अधिकार देता है सेवा चिह्न शब्द वाक्यांश प्रतीक या डिजाइन या इनमें से किसी का संयोजन है और वे माल के बजाय सेवा के स्रोत की पहचान करने और अंतर करने के लिए उपयोग किए जाते हैं इसलिए माल के निशान माल को पहचानने के लिए उपयोग किए जाते हैं जबकि सेवा चिह्न का उपयोग सेवा के इस स्रोत को पहचानने के लिए किया जाता है सामूहिक चिह्नों का उपयोग व्यक्तियों के संघ के सदस्यों के सामान या सेवाओं को अलग करने के लिए किया जाता है इसलिए वे सामूहिक रूप से एक निश्चित व्यापारिक समुदायों या कुछ व्यापारिक निकायों का उपयोग करते हैं निशान का उपयोग करेंगे और सदस्यों को उन चिह्नों का उपयोग करने की अनुमति देंगे Certification marks निशान के proprietor द्वारा प्रमाणित होते हैं और वे माल के निर्माण की मूल सामग्री या सेवाओं गुणवत्ता सटीकता या अन्य विशेषताओं के प्रदर्शन से संबंधित होते हैं इसलिए सभी गुणवत्ता चिह्न जो हम जानते हैंवे Certification marks हैं पुराना चिह्न एक Certification mark है I कुछ अपरंपरागत ट्रेडमार्क भी हैं अब रंग ट्रेडमार्क हालांकि इसके रंगों का संयोजन अब उपयोग किया जाता है लेकिन इस अर्थ में अपरंपरागत है कि यह 1958 के अधिनियम में नहीं था लेकिन 1999 के अधिनियम में रंगों के रंग संयोजन के लिए ट्रेडमार्क का विषय होना आवश्यक है तो कैडबरी चॉकलेट में बैंगनी का उपयोग एक ऐसा उदाहरण है 1999 के अधिनियम के तहत आकार के निशान की भी अनुमति है क्योंकि हमने कोका कोला बोतल के आकार का उल्लेख किया है जो आकार के निशान का विषय हो सकता है कुछ अन्य अपरंपरागत निशान अभी भी अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त नहीं हैं उदाहरण के लिए गंध के निशान और ध्वनि के निशान अब हार्ले डेविडसन के निशान दिए जा रहे हैं इस संबंध में भारत में कानून यह है कि निशान को रेखांकन का प्रतिनिधित्व होना चाहिए इसलिए हमारे पास ध्वनि और ट्रेडमार्क की गंध के संबंध में कानून अभी भी भारत में नहीं हैं ट्रेडमार्क के लिए कौन आवेदन कर सकता है कोई भी व्यक्ति जो ट्रेडमार्क का मालिक होने का दावा करता है जो चिह्न का उपयोग करता है या इसका उपयोग करने का प्रस्ताव करता है वह ट्रेडमार्क के लिए आवेदन कर सकता है यह पैटर्न डिजाइन और ट्रेडमार्क के लिए नियंत्रक जनरल को आवेदन करके किया जाता है यह कार्यालय के लिए सबमिट करके दायर किया जाता है पैटर्न डिजाइन और ट्रेडमार्क के लिए एक साँझा नियंत्रक होता है आवेदन डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक रूप से ई फाइलिंग के माध्यम से कार्यालय को प्रस्तुत करना भी स्वीकार्य है आवेदन में ट्रेडमार्क ट्रेडमार्क से संबंधित सामान और सेवाएँ व्यापार चिह्न का चित्रमय प्रतिनिधित्व होना चाहिए माल और सेवाएँ जिनके लिए ट्रेडमार्क नाम का पता अटॉर्नी के नाम और यदि चिह्न पहले से उपयोग में है तो निशान के उपयोग की अवधि से संबंधित है ट्रेडमार्क का उपयोग करने का एक विशेष अधिकार है यह ट्रेडमार्क के स्वामित्व की एक प्रथम दृष्टया साक्ष्य है यह स्वामित्व का प्रमाण है पंजीकृत मालिक किसी भी अन्य संपत्ति के रूप में ट्रेडमार्क को असाइन या लाइसेंस दे सकता है अब यह बौद्धिक संपदा की एक विशिष्ट विशेषता है जिसे सभी बौद्धिक संपदा को सौंपा या लाइसेंस दिया जा सकता है यदि पंजीकृत समय समय पर नवीनीकरण किया जाता है तो पंजीकृत मालिक हमेशा पंजीकृत ट्रेडमार्क से जुड़े सद्भावना का आनंद ले सकते हैं तो निशान के लिए जिम्मेदार सद्भाव हमेशा के लिए बनाए रखा जा सकता है तो इसे हम असीमित जीवन बौद्धिक संपदा कहते हैं असीमित जीवन आईपी को आप नवीनीकृत करके हमेशा के लिए रख सकते हैं उदाहरण के लिए कोका कोला लगभग 100 वर्षों से अस्तित्व में है क्योंकि इसे लगातार नवीनीकृत किया गया है ट्रेडमार्क को लगातार नवीनीकृत किया गया है और जीवित रखा गया है